पिछले क्लास में हमने असाइनमेंट की समस्या पेश की और हमने 44 असाइनमेंट समस्या को हल करना शुरू किया जो कि बाएं हाथ की तरफ दिखाई गई है हमने देखा कि समाधान दो बहुत ही सरल विचारों पर निर्भर करता है पहला यदि हम 0 स्थिति में असाइनमेंट करते हैं और यदि हम एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पंक्ति में एक असाइनमेंट है और प्रत्येक कॉलम में एक असाइनमेंट है फिर इस तरह के समाधान में 0 लागत होगी और इसलिए इष्टतम होगा जब सभी लागत ≥ 0 होगी हमने यह भी देखा कि इस मैट्रिक्स में कोई 0 लागत नहीं हैं इसलिए अब हम इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कम करेंगे और हमने हर पंक्ति से पंक्ति न्यूनतम और हर कॉलम से कॉलम न्यूनतम को घटाकर इस परिणामी मैट्रिक्स को प्राप्त किया अब यह परिणामी मैट्रिक्स जो यहाँ है हर पंक्ति में 0 है और हर कॉलम में 0 है इसलिए यह एक मैट्रिक्स है जिसका उपयोग करके हम असाइनमेंट कर सकते हैं और हम असाइनमेंट को 0 पोजीशन में करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं जिसका अर्थ है हम अब केवल 0 पोजीशन में ही असाइनमेंट करेंगे और फिर देखें कि क्या हम 4 असाइनमेंट प्राप्त करते हैं इस प्रकार कि हर पंक्ति में 1 असाइनमेंट है और हर कॉलम में 1 असाइनमेंट हो चलिए अब हम ऐसा करते हैं अब हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं और असाइनमेंट करना शुरू करते हैं तो वही मैट्रिक्स यहाँ दिखाया गया है पहली पंक्ति में हम देखते हैं कि 4 2 0 और 1 हैं पहली पंक्ति में केवल एक 0 है और इसलिए हम यहां एक असाइनमेंट कर सकते हैं जिसे नीले रंग में दिखाया गया है और हम यहां एक असाइनमेंट कर सकते हैं अब जब हम एक असाइनमेंट करते हैं जिसका अर्थ है कि पहली पंक्ति में हमने एक असाइनमेंट किया है तीसरे कॉलम में भी एक असाइनमेंट है इसलिए तीसरे कॉलम में यहां असाइनमेंट नहीं हो सकता है अब इसे इसके माध्यम से दिखाया गया है तो यहां असाइनमेंट नहीं हो सकता है अब मैं देखता हूं क्या मैं दूसरी पंक्ति में असाइनमेंट कर सकता हूं अब दूसरी पंक्ति में दो 0 पोजीशन हैं हमने पहली पंक्ति में असाइनमेंट किया क्योंकि केवल एक 0 पोजीशन थी इसलिए हमने असाइनमेंट किया अब दो 0 पोजीशन हैं इसलिए हम या तो पहली पोजीशन पर असाइनमेंट कर सकते हैं या हम यहाँ असाइनमेंट कर सकते हैं लेकिन इस समय अगर दो 0 हैं तो हम अस्थायी रूप से असाइनमेंट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और तीसरी पंक्ति में भी दो 0 पोजीशन हैं और इसलिए हम शुरुआत के लिए असाइनमेंट नहीं करते फिर हम चौथी पंक्ति में जाते हैं और चौथी पंक्ति में केवल एक 0 है और इसलिए हम एक असाइनमेंट कर सकते हैं यह असाइनमेंट नीले रंग में दिखाया गया है और मैं इसे एक बॉक्स के अंदर भी चिह्नित कर रहा हूं तो चौथी पंक्ति में हमने एक असाइनमेंट किया है तो यह पहले से ही असाइन किया गया है इसलिए नीला रंग दिखाता है कि यह पहले से ही असाइन किया गया है इसलिए मैं बस उस पर एक और बॉक्स बना रहा हूं यह पहले से ही असाइन किया गया है अब चूंकि चौथे में दूसरे कॉलम में असाइनमेंट है इसलिए दूसरे कॉलम में एक और असाइनमेंट नहीं हो सकता है और इसलिए यह भी जाएगा और यह दूसरे X द्वारा दिखाया गया है जो वहां है तो अभी हमने 2 असाइनमेंट किए हैं और अभी भी कुछ 0 बाकी हैं तो अब हम इसे कॉलम वार देखना शुरू करते हैं अब हम इसे कॉलम वार देखना शुरू करते हैं और देखते हैं अब हमें पता चलता है कि हमने पहले ही यहाँ और यहाँ असाइनमेंट कर लिए है इसलिए यदि मैं पहले कॉलम को देखता हूं तो पहले कॉलम में केवल 0 है और इसलिए मैं यहां एक असाइनमेंट कर सकता हूं अब जब पहले कॉलम में केवल एक 0 है असाइनमेंट कर दिया गया है पंक्ति 3 में अब एक असाइनमेंट है और इसलिए हम यहां असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं अब यह एक और X द्वारा दिखाया गया है जो यहां आ रहा है तो अब वापस जाते हैं और दोहराते हैं दूसरा कॉलम पहले से ही असाइन कर लिया गया है तीसरा कॉलम पहले से ही असाइन कर लिया गया है चौथे कॉलम में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है इसलिए हम इसमें असाइनमेंट करते हैं हम यह भी देख सकते हैं और एक बार जब हम इसे करते हैं तो अब हमारे पास 4 असाइनमेंट होंगे जो नीले रंग में दिखाए गए हैं इसलिए हमने पहले इस असाइनमेंट के साथ शुरुआत की फिर हमने यह असाइनमेंट किया फिर हमने यह असाइनमेंट किया और फिर हमने यह असाइनमेंट किया तो असाइनमेंट को नीले रंग के साथ साथ लाल बॉक्स में भी दिखाया गया है तो अब हमने 4 असाइनमेंट कर लिए हैं हमने केवल 0 पोजीशनस पर असाइनमेंट किए हैं और हर पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में 1 असाइनमेंट है और इसलिए यह एक व्यवहार्य समाधान है अब यह 4 असाइनमेंट X13 1 के अनुरूप है यह पोज़िशन पहली पंक्ति तीसरा कॉलम X13 1 X24 1 X31 1 और X42 1 है ये 4 असाइनमेंट हैं जो हमने किए हैं अब हमें बदले हुए मैट्रिक्स में 0 लागत के साथ एक व्यवहार्य समाधान मिल गया है इसलिए यह बदले हुए मैट्रिक्स के लिए इष्टतम है और इसलिए यह मूल मैट्रिक्स के लिए इष्टतम है क्योंकि हमें बदला हुआ मैट्रिक्स इस धारणा के तहत मिला कि बदले हुए मैट्रिक्स का समाधान मूल मैट्रिक्स के समाधान के समान है तो फिर से दोहराने के लिए ये 4 असाइनमेंट हैं तो बॉक्स में असाइनमेंट दिखाने के लिए हैं यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह चला गया यह हमारा दूसरा असाइनमेंट था यह हमारा तीसरा असाइनमेंट था और इस क्रम में यह हमारा चौथा असाइनमेंट है तो जब हमने पहला असाइनमेंट किया था तब इसे हटा दिया गया था जब हमने यह दूसरा असाइनमेंट किया था तो यह हटा दिया गया जब हमने पहला असाइनमेंट किया था तो इस 0 को हटा दिया गया था जब हमने दूसरा असाइनमेंट किया था तब इसे हटा दिया गया था जब हमने यहां तीसरा असाइनमेंट किया तो इसे हटा दिया गया और फिर हमने चौथा असाइनमेंट किया अब यह बदले हुए मैट्रिक्स के लिए इष्टतम है यह मूल मैट्रिक्स के लिए भी इष्टतम होगा तो पोजीशन जहां असाइनमेंट किए गए हैं लागत यहां दिखाई गई है तो असाइनमेंट की लागत 4 8 12 12 9 21 21 6 27 कुल लागत है जो कि इष्टतम समाधान के लिए लागत है और इष्टतम समाधान X13 1 X24 1 X31 1 और X42 1 द्वारा दिया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 27 के बराबर है तो पहले उदाहरण से जो हमने समझा वह असाइनमेंट समस्या को हल करने का एक बहुत ही सरल तरीका है जहां हम एक दिए गए मैट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं हम हर पंक्ति से न्यूनतम पंक्ति न्यूनतम प्रत्येक कॉलम से कॉलम न्यूनतम को घटाकर मैट्रिक्स को कम करते हैं जिससे हमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 मिलता है असाइनमेंट करना शुरू करते हैं पहले पंक्तियों से शुरू करते हैं और फिर कॉलम और इसी तरह आगे भी यदि केवल एक 0 है यदि केवल एक असाइन करने योग्य 0 है तो एक असाइनमेंट करते हैं जो हमने किया है हमने फिर से प्रक्रिया को दोहराना शुरू किया हमने इस असाइनमेंट के साथ शुरुआत की क्योंकि केवल एक 0 है इसलिए यह स्वतः रद्द हो गया अब दूसरी पंक्ति में दो 0 थे इसलिए हमने असाइनमेंट नहीं किया तीसरी में भी दो 0 थे हमने असाइनमेंट नहीं किया इसके पास केवल एक 0 है हमने एक असाइनमेंट किया और इसे रद्द कर दिया फिर हम कॉलम पर वापस जाते हैं अब कॉलम में केवल एक 0 है हमने यह असाइनमेंट किया और इसे रद्द कर दिया ये दो कॉलम पहले से ही असाइन किए गए थे अब यह केवल एक असाइन करने योग्य 0 था जो यहां है और हमने असाइनमेंट किया और महसूस किया कि हमें 4 असाइनमेंट मिले हैं जिसका अर्थ है कि हमें एक व्यवहार्य समाधान मिल गया है और फिर हमने उत्तर दिया अब अगला सवाल यह है कि क्या यह हर बार होगा हम एक असाइनमेंट की समस्या को हल करते हैं या कुछ और भी हो सकता है जाहिर है कुछ और हो सकता है और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है जो हमने देखा है उससे बहुत अलग है हम इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो अब हम दूसरे उदाहरण पर जाएंगे और समान लेकिन अलग दिखने वाले असाइनमेंट की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तो यह हमारा दूसरा उदाहरण है जो थोड़ा अलग लागत गुणांक के साथ फिर से 4 x 4 असाइनमेंट समस्या है तो फिर से हम कह सकते हैं कि यह चार काम का प्रतिनिधित्व करता है यह चार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो फिर से उन्हीं दो सिद्धांतों के आधार पर हम पहले प्रत्येक पंक्ति से पंक्ति न्यूनतम और प्रत्येक कॉलम से कॉलम न्यूनतम को घटाने की कोशिश करेंगे और एक मैट्रिक्स प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जिसमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 हो और हम ऐसे मैट्रिक्स के साथ असाइनमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या हम 4 असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं या देखेंगे क्या हम एक संभव समाधान प्राप्त कर सकते हैं जिसमें 4 असाइनमेंट हो तो यह विधि है तो पहली बात यह है हम हर पंक्ति से पंक्ति न्यूनतम को घटाते हैं पहली पंक्ति में पंक्ति न्यूनतम 4 है इसलिए हम 4 को घटाकर 4 2 0 5 और इसी तरह अन्य प्राप्त करते हैं पंक्ति दो में पंक्ति न्यूनतम 5 है इसलिए यह 2 0 1 4 और इसी तरह अन्य हो जाएगी तीसरी पंक्ति में पंक्ति न्यूनतम 9 है चौथी पंक्ति में पंक्ति न्यूनतम 6 है तो हम पहली पंक्ति से प्राप्त करते हैं 4 घटाने पर हमें 4 2 0 5 मिलेगा जिसे आप वहां देख सकते हैं 5 घटाकर आपको 2 0 1 4 मिलेगा तीसरी पंक्ति के प्रत्येक तत्व से 9 को घटाते हुए आपको 0 1 2 3 मिलेगा और 6 को घटाते हुए आपको 3 0 2 5 मिलेगा अब हम कॉलम को देखना शुरू करते हैं और कॉलम न्यूनतम घटाते हैं पहले कॉलम मे न्यूनतम 0 है तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं दूसरे कॉलम मे न्यूनतम 0 है हम इसे ऐसे ही रखते हैं तीसरे कॉलम मे न्यूनतम 0 है हम कॉलम को ऐसे ही रखते हैं चौथे कॉलम मे न्यूनतम 3 है तो हम 2 1 0 और 2 प्राप्त करने के लिए 3 घटाते हैं जब हम चौथे कॉलम से कॉलम न्यूनतम घटा देते हैं तो यह घटा या बदला हुआ मैट्रिक्स है अब हम इस मैट्रिक्स में असाइनमेंट करना शुरू कर सकते हैं और हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो मैंने ज्यों का त्यों मैट्रिक्स दिया है अब हम पहली पंक्ति को देखते हैं पहली पंक्ति में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है हम एक असाइनमेंट करते हैं जिसे नीले रंग में दिखाया गया है और फिर से मैं एक बॉक्स जोड़ता हूं जो दिखाता है कि यह एक असाइनमेंट है तो हमने अपना पहला असाइनमेंट कर लिया है और इस पहले असाइनमेंट के कारण कोई दूसरा नहीं है पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम में असाइन किया गया है लेकिन यहां कोई अन्य 0 नहीं है तो हम इसे वैसे ही रखते हैं अब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमने पहले ही यहाँ एक असाइनमेंट कर लिया है पहला असाइनमेंट यहाँ था इसे एक बॉक्स द्वारा दिखाया गया था और अब दूसरी पंक्ति में केवल एक 0 है इसलिए हम यहाँ एक और असाइनमेंट करते हैं तो हमने यहां एक असाइनमेंट किया है दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में जाती है और क्योंकि हमने यह असाइनमेंट यहां कर दिया है हमें यह 0 रद्द करना होगा क्योंकि दूसरे कॉलम में केवल एक असाइनमेंट हो सकता है और यह इस लाल रंग X द्वारा दिया गया है जो इस 0 को रद्द करता है अब मैं तीसरी पंक्ति में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि दो 0 हैं इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता अब मैं चौथी पंक्ति में जाता हूं और मुझे पता चलता है कि चौथी पंक्ति के लिए कोई असाइन करने योग्य 0 नहीं है अब मैं पहले कॉलम पर आता हूं यहां एक 0 है इसलिए मैं एक असाइनमेंट करूंगा तो यह एक तालिका में दिखाया जा रहा है तो फिर से मैं सभी असाइनमेंट को चिन्हित करूंगा यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह हमारा दूसरा असाइनमेंट था जिसने इस एक्स को रद्द कर दिया था और फिर हम पहले कॉलम को देखते हैं और हम यहां एक असाइनमेंट करते हैं तो जब हम इस असाइनमेंट को यहाँ करते हैं तीसरी पंक्ति पहले कॉलम में असाइनमेंट करने से स्वतः रूप से यह चला जाएगा पहले कॉलम में असाइनमेंट है तीसरी पंक्ति में भी असाइनमेंट है तो यह 0 मूल्य जोड़ने वाला नहीं है और इसे फिर से लाल के साथ दिखाया गया है तो अब हम दूसरे कॉलम पर जाते हैं यह मैंने पहले ही असाइन किया है तीसरा कॉलम पहले से ही असाइन किया गया है चौथे कॉलम में असाइन करने योग्य 0 नहीं है तो यदि हम पंक्तियों और कॉलम को बार बार देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अब असाइनमेंट नहीं कर सकते हम कोई और असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स में सभी 0 या तो बॉक्स किए गए हैं जिसका अर्थ है उन्हें असाइन किया गया है या वे उन्हें पार कर गए हैं जिसका अर्थ है कि वे असाइनमेंट के लिए फिट नहीं हैं इसलिए हमें इस बिंदु पर असाइन करने की प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है और हम मानते हैं कि हमने 4 के मुकाबले केवल 3 असाइनमेंट बनाए हैं जो हमारे पास वास्तव में हैं तो हमें अभी तक वह व्यवहार्य समाधान नहीं मिला है याद रखें कि हम केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करेंगे हम नॉन जीरो अथवा गैर शून्य स्थिति में असाइनमेंट नहीं करेंगे उदाहरण के लिए चौथी संभावना यह 2 है तो हम इस 2 में असाइनमेंट नहीं करेंगे और कहेंगे कि हमें एक समाधान नहीं मिला है हम केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करेंगे क्योंकि हम एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि अगर मैं 0 पोजीशन में असाइनमेंट करता हूं और मुझे एक व्यवहार्य समाधान मिलता है फिर ऐसा समाधान इष्टतम है क्योंकि उस से जुड़ी लागत 0 है तो हमें एक और मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए इस मैट्रिक्स के लिए कुछ करने की आवश्यकता है और फिर हमें दूसरे मैट्रिक्स में असाइनमेंट करने की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं अब हम एक प्रक्रिया का उपयोग करके इस मैट्रिक्स में कुछ बदलाव करते हैं तो मैं अब उस प्रक्रिया को शुरू करता हूं तो अब कुछ टिक बनाते हैं और हम एल्गोरिथ्म पर आधारित कुछ लाइनें खींचते हैं तो एक अनअसाइनड पंक्ति पर टिक करते हैं तो इस चौथी पंक्ति में असाइनमेंट नहीं है अनअसाइन पंक्ति को टिक मतलब चिन्हित करते हैं अब यदि उस पंक्ति में 0 है तो संबंधित कॉलम पर टिक करेंगे यहां एक 0 है तो संबंधित कॉलम पर टिक करेंगे अब इस कॉलम को टिक कर दिया गया है अगर उस कॉलम में कोई असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति पर टिक करेंगे तो इस पंक्ति को अब टिक करना होगा फिर से यदि कोई 0 है तो उस कॉलम पर टिक करेंगे तो यहां एक 0 है लेकिन कॉलम पहले से ही टिक गया है इसलिए अधिक टिक करना संभव नहीं है तो फिर से मैं प्रक्रिया को दोहराता हूं अनअसाइन पंक्ति पर टिक करेंगे अगर टिक वाली पंक्ति में 0 है तो संबंधित कॉलम पर टिक करेंगे अगर यह पहले से ही टिक नहीं है यदि कॉलम टिक है और यदि कोई असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति पर टिक करेंगे यदि यह पहले से ही टिक नहीं किया गया है तो इस प्रक्रिया को दोहराएंगे यही नई बात है और हम इसे यहां दिखाएंगे एक अनअसाइनड पंक्ति को टिक करेंगे यदि टिक वाली पंक्ति में 0 है तो संबंधित कॉलम पर टिक करेंगे यदि टिक वाले कॉलम में असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति पर टिक करेंगे इन दो चरणों को इस प्रकार दोहराएंगे कि और अधिक टिक करना संभव नहीं हो और अनटिक पंक्तियों और टिक वाले कॉलम के माध्यम से एक रेखा खींचेगे अब हमने इन पंक्तियों को खींच लिया है इन पंक्तियों को अनटिक पंक्तियों के माध्यम से खींचा गया है यह अनटिक पंक्ति है यह एक अनटिक पंक्ति है और यह एक स्तंभ है यह एक टिक किया हुआ कॉलम है यह एक टिक किया हुआ कॉलम है तो हमने अनटिक पंक्तियों और टिक किए गए कॉलम के माध्यम से एक रेखा खींची है फिर से इसे समझाने के लिए एक अनअसाइन पंक्ति पर टिक करेंगे यह हमारा पहला टिक था अगर 0 है तो उस कॉलम पर टिक करेंगे यह दूसरा टिक था यदि कोई असाइनमेंट है तो उस पंक्ति पर टिक करेंगे यह एक तीसरा टिक था अब इस चरण 2 और 3 को दोहराएंगे अनटिक पंक्तियों और टिक किए हुए कॉलमों के माध्यम से रेखाएं खींचना संभव नहीं है यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कुछ दिलचस्प देखते हैं अब रेखाएँ खींचने की इस प्रक्रिया में हमने अब तीन रेखाएँ खींची हैं और आपको पता चलेगा कि 3 असाइनमेंट हैं नीले रंग में दिखाए गए 3 असाइनमेंट हैं 3 असाइनमेंट हैं और हमने तीन लाइनें खींची हैं इतना ही नहीं तीनों पंक्तियाँ सभी 0 को कवर करेंगी मैट्रिक्स में सभी 0 की कम से कम एक रेखा जो उनके पास से गुजर रही होगी उनके पास नॉन जीरो अथवा गैर शून्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक 0 अब एक पंक्ति द्वारा कवर किया गया है तो हमने अब वह टिक बना लिया है और हमने रेखाएँ खींच दी हैं अब हमें एक नया मैट्रिक्स उत्पन्न करने के लिए इसके साथ कुछ करना होगा जिसके साथ हम वास्तव में इस समस्या को हल करेंगे अब इस टिकिंग के बाद हम क्या करते हैं और नए मैट्रिक्स में आने के लिए हम इसे कैसे संशोधित करते हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे